हमने पहले एक ऑप एम्प का उपयोग करके नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर सर्किट प्राप्त किया है जिसका गेन बहुत अधिक है और इस पाठ में हम इस सर्किट का अध्ययन A0 की सीमा ∞ की ओर करेंगे हमने जो सर्किट निकाला वह यह था जहां हम V0 k प्राप्त करने के लिए रेसिस्टर R और R के साथ एक रेसिस्टिव डिवाईडर का उपयोग करके आउटपुट को विभाजित करते है और इसकी तुलना इनपुट से करते है यानी हम Vi और V0 k के बीच का अंतर लेते है जो ऑप एम्प के इनपुट पर लागू होता है तो आउटपुट Vi और V0 k के बीच के अंतर पर निर्भर करता है यदि V0 बहुत कम है तो यह पॉजिटिव की ओर बढ़ता है और यदि V0 बहुत ज्यादा है तो यह नेगेटिव की ओर बढ़ता है तो अंत में हमने देखा कि V0 kV i के बहुत करीब है यदि आपको सटीक होना है तो V0 k 1 1 k A 0 Vi के बराबर होगा जहाँ A0 ऑप एम्पका गेन है अब यदि आप A0 की सीमा को ∞ की ओर ले जाते है तो हम देखते है कि V0 Vi जो k 1 1 k A 0 है यह बिल्कुल k के बराबर है क्योंकि जैसा कि A0 ∞ की ओर प्रवृत्त होता है यहाँ यह पद 0 पर जाता है k A0 0 पर जाता है जैसे A0 ∞ की ओर जाता है अब यदि आपको याद हो हमने मूल रूप से गेन k का एम्पलीफायर बनाने के लक्ष्य के साथ शुरुआत की थी यानी हम V0 Vi k चाहते थे और ठीक यही हमें मिलता है यदि A0 ∞ है इसलिए हमें वही मिलता है जिसकी हमें तलाश थी ऑप एम्प जिसका गेन A0 ∞ है एक आइडियल ऑप एम्प के रूप में जाना जाता है दूसरे शब्दों में आइडियल ऑप एम्प वह है जहां ऑप एम्प गेन A0 ∞ तक जाता है तो ऐसे मामले में क्या होता है आइए कुछ और विस्तार से देखें इसलिए मैं एक आइडियल ऑप एम्प या A0 के अनंत होने के मामले पर विचार करुँगी तो इस मामले में जो होता है वह निम्नलिखित है इस मामले में V0 बिल्कुल k V i के बराबर है ऐसा इसलिए है क्योंकि A0 ∞ है तो इसका मतलब है कि यहाँ यह मान V0 k बिल्कुल Vi के बराबर है और ऑप एम्प का डिफरेंस वोल्टेज इनपुट Vd 0 के बराबर है इसलिए यदि हम ऑप एम्प के गेन को ∞ पर सेट करते है तो हमें यही मिलता है तो इस मामले में ऑप एम्प का डिफरेंस इनपुट Vd 0 है दूसरे शब्दों में ऑप एम्प के दो इनपुट टर्मिनल बिल्कुल एक ही वोल्टेज पर है उनका अंतर शून्य है अर्थात यह टर्मिनल और वह टर्मिनल एक ही वोल्टेज पर है याद रखें यह A0 के अनंत होने का परिणाम है अब जब आपके पास दो नोड हों और वे एक दूसरे से शॉर्टेड हों तो वे दो वोल्टेज बिल्कुल शून्य होंगे इसलिए यदि आपके पास दो नोड है और आप उनको शार्ट कर देते है तो दो नोड वोल्टेज के बीच का अंतर बिल्कुल शून्य होगा इस स्थिति में इस नोड वोल्टेज और उस नोड वोल्टेज के बीच का अंतर यानी वह नोड जिससे ऑप एम्प के दो इनपुट जुड़े हुए है वह अंतर शून्य है ऐसा नहीं है कि वे एक वायर जुड़े से हुए है इसलिए उनके बीच कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है लेकिन क्योंकि उनके अंतर को नेगेटिव फीडबैक से शून्य किया जाता है जब A0 ∞ के बराबर होता है तो उन्हें वर्चुअली शॉर्टेड कहा जाता है आप इस विवरण को विभिन्न रूपों में देख सकते है कभी कभी आप कहते है कि ऑप एम्प के दो इनपुट एक ही वोल्टेज पर है या वे वर्चुअली शॉर्टेड है और कभी कभी इसे ऑप एम्प के इनपुट पर वर्चुअल शॉर्ट भी कहा जाता है सबका मतलब एक ही है इसका मतलब यह है कि ऑप एम्प के दो इनपुट टर्मिनलों में समान वोल्टेज होता है जिससे उनका अंतर शून्य होता है और ऐसा तभी होता है जब A0 ∞ के बराबर होता है और यह नेगेटिव फीडबैक के कारण होता है अब क्योंकि वे समान वोल्टेज पर है लेकिन वास्तव में एक दूसरे से शॉर्टेड नहीं है उन्हें एक दूसरे के लिए वर्चुअली शॉर्टेड कहा जाता है अब ऑप एम्प एक वोल्टेज नियंत्रित वोल्टेज स्रोत है जिसमें डिफरेंस इनपुट Vd और एक नियंत्रण स्रोत है जिसका मान A0 Vd है अब यदि इनपुट शून्य है तो आप सोच सकते है कि आउटपुट भी शून्य है क्योंकि यह इनपुट के समानुपाती है लेकिन याद रखें कि यह इनपुट अंतर शून्य है यदि A0 ∞ के बराबर है यदि A0 ∞ के बराबर है तो यह Vd 0 है आउटपुट A 0×V d है जो ∞ गुना 0 है आप ∞ और शून्य को गुणा करके आउटपुट की गणना नहीं कर सकते तो आपको इसे अन्य बाधाओं के आधार पर प्राप्त करना होगा उस पर मैं आइडियल ऑप एम्प्स के साथ सर्किट के विश्लेषण के बारे में बात करते समय विचार करुँगी लेकिन यह गलती न करें कि ऑप एम्प का इनपुट डिफरेंस वोल्टेज शून्य है इसका आउटपुट शून्य होगा ऐसा नहीं है ऑप एम्प का इनपुट डिफरेंस वोल्टेज शून्य तभी होगा जब ऑप एम्प का गेन अनंत हो अब यदि ऑप एम्प गेन ∞ है तो जब तक आउटपुट परिमित है इनपुट शून्य होगा क्योंकि इनपुट आउटपुट ∞ है तो इससे भ्रमित न हों जब ऑप एम्प का गेन ∞ होता है तो नेगेटिव फीडबैक में होने पर दो इनपुट वर्चुअली शॉर्टेड हो जाएंगे मैं बाद के पाठों में से एक में ऑप एम्प के नेगेटिव फीडबैक में होने के बारे में अधिक बात करुँगी